ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन की विविधता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने विशेष रूप से 2 प्रकारों पर ध्यान दिया है हमने स्ट्रक्चर डायग्राम नहीं है यह एक्टिविटी के कुछ भाग का एक प्रकार है इसलिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या करता है यह मॉड्यूल के बाईं ओर उपलब्ध होगी क्लाइंट सर्वर मॉडल होना चाहिए

इंटरएक्शन डायग्राम से शुरू करना और उस तरह से यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निश्चित रूप से अन्य सभी डायग्राम चरण में परिष्कृत हो जाता है तो इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम को जोड़ता है बेशक इंटरेक्शन डायग्राम से उधार लेने के लिए अधिक सटीक हैं तो बस मैं आपको इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम का उपयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस भाग को देखते हैं तो ये क्या हैं ये मूल रूप से लाइफलाइन का कुल दृश्य हो सके तो आइए इससे थोड़ा गहरा होने दें तो यह वह जगह है जहां यह शुरू होता है पीला हरा आपका पहला कहना है कि इंटरेक्शनहै तो यह वही है जो आप करना चाहते हैं तो यह एक संदर्भ है जो यह दर्शाता है कि यह एक इंटरेक्शन का उल्लेख कर रहे हैं तो यह उस तरह की पहली एक्टिविटी में जाता है तो आप यहां हैं अब यह एक सक्रिय डिसीजन मोड है तो इसके भीतर आप कमेंट में है

अब निश्चित रूप से यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि वैलिडेशनहै जो हम दिखा रहे हैं यह सीक्वेंस डायग्राम इंटरैक्शन के एक अन्य विवरण पर हैं इसलिए उनमें प्रवेश नहीं हो रहा है वे कैसे इंटरेक्ट के संदर्भ में बहुत अधिक विवरण में दिखा रहे हैं यदि ऐसा है तो यह पूरी कथित एक्टिविटीडालते हैं और यहां वापस आते हैं और इसे पूरा करते हैं तो यह एक और प्रमुख फ्लो करते हैं

आप हैंडलिंग एरर है यदि यह वैलिड इस ओवरव्यू डायग्राम के रूप में भी मिल सकते हैं आप इसे एक पुराने वर्णन के बजाय एक रेफरेंस करते हैं लेकिन आप वास्तव में उन पर नहीं आते हैं तो यह मूल है कि संतुलन इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम का मूल उद्देश्य है और इसलिए शायद ही कोई नया हो जिसे आप जानते हैं कंसेप्ट करते हैं जो शीर्ष स्तर पर है यदि आप सर्च आइटम का एक प्रमुख उद्देश्य है और यह है कि इसे कैसे बनाया जाता है फिर इस इंटरेक्शन का उपयोग देखा है हमने मर्ज जो हम पहले ही देख चुके हैं ये उधार हैं और बस एक ही शब्दार्थ में उपयोग किए जाते हैं उदाहरण एक और हो सकता है कि मैं एक संगोष्ठी के लिए नामांकन करना चाहता हूं इसलिए एक संगोष्ठी के लिए नामांकन करना ताकि एक संगोष्ठी के लिए नामांकन हो ये इंटरेक्शन ओवरव्यू का विस्तृत सारांश हैं यह है कि आप एक संगोष्ठी के लिए नामांकन कैसे करते हैं यदि मैं संगोष्ठी का चयन करता हूं तो आप कैसे करते हैं आप आगे क्या करते हैं यह निश्चित रूप से निर्धारित किया जाता है कि क्या आप इसमें भाग लेने के योग्य हैं यदि आप भाग लेने के योग्य नहीं है एक्टिविटी डायग्राम का डिसीजन नोड तक पहुँचते हैं लेकिन यदि आप पात्र हैं तो देखें कि क्या सीटें उपलब्ध हैं ताकि आप सीट उपलब्धता का निर्धारण कर सकें यदि सीटें उपलब्ध नहीं हैं तो आप जाँच करें कि क्या वे आपको प्रतीक्षा सूची के लिए अनुमति देंगे सीट उपलब्ध होने पर आपको सूचित किया जाएगा तो यह एक और एक्टिविटी लागू करते हैं इत्यादि

इसलिए आप नहीं चाहते कि इस टॉप लेवल व्यू में ये सभी हों और यदि आप सिर्फ नोट्स भी हो सकते हैं जो फिर से उस तरह से विस्तारित हो सकते हैं इसके अलावा एक्टिविटी डायग्राम एलिमेंट को फिर से उसी संदर्भ में उपयोग किया जाएगा तो इस तरह से इंटरैक्शन हो सकते हैं इसलिए पहले के उदाहरण में आप याद करते हैं कि वास्तव में कमेंट में खोला जा सकता है इसके अलावा इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम में रहता है इसलिए जब भी आपको अवधि दिखानी हो आप इस तरह का दिखाते हैं और फिर लिखते हैं कि समय अवधि क्या है यहां आप देख सकते हैं कि अवधि को फिर से एक सीमा के रूप में दिखाया गया है ताकि वह पढ़ सके तो यह डायग्राम नियमित रूप से डाली जा सकती हैं दूसरे आप एक टाइम कंस्ट्रेंट्ससे जुड़ा हुआ हूं मैं एक समय सुबह 540 बजे से सुबह 6 बजे तक संबद्ध करता हूं जिसका अर्थ होगा व्यक्ति सुबह 540 से 6 बजे के बीच नींद से उठता है यह विशेष रूप से खास तौर पर इसके बारे में बात कर रहा है यह एक इंटरवल कंस्ट्रेंट्स भी है क्योंकि यह आपको एक अंतराल देता है लेकिन आप इस मामले में एक विशिष्ट समय के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसके साथ हम कुछ उदाहरणों पर फिर से विचार कर सकते हैं इसलिए यह एक और उदाहरण है जो मुझे लगता है कि हम पहले ही इस बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं तो यह एक और उदाहरण है जो हम यहां शुरू करते हैं स्वाभाविक रूप से आप यहां समाप्त करते हैं और यह आप इंटरेक्शन का उपयोग करता है और अंत में प्रतिक्रिया प्रदान करता है इसलिए अगर मैं पूरी चीज को देखता हूं तो यह एक इंटरैक्शनके लिए दरवाजा कैसे छोड़ा जाए इसमें कई लॉजिक्स हो

तो यह आमतौर पर है कि कैसे इंटरेक्शन डायग्रामयहां हैं ताकि मूल रूप से शीर्ष स्तर पर वर्णन किया जा सके अब अगर मैं इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम कर देते हैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट प्राप्त हो और इस एन्क्रिप्टेडको दिखाने का सिर्फ एक और तरीका है तो इन डायग्राम दृश्य है हम अभी नहीं जानते कि क्या हो रहा है तो एक एक्टिविटी करने के लिए बहुत बेहतर गुंजाइश देते हैं इसलिएसंक्षेप में हमने इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम का उपयोग प्रभावी ढंग से UML के मॉडल के निर्माण के लिए किया जा सकता है